इंजीनियरिंग गणित I के व्याख्यान में आपका स्वागत है यह व्याख्यान संख्या 10 है और हम पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो पिछले व्याख्यान में हमने f का पार्शियल डेरिवेटिव्स देखा तो हमने पिछले व्याख्यान में मूल रूप से फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स किया है तो यह पॉइंट x0 y0 पर x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स की मूल परिभाषा थी हम x0 में इंक्रीमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं और फ़ंक्शन वैल्यू डेल्टा x के इंक्रीमेंट से डिवाइड है और यदि यह लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इस लिमिट को ले रहे हैं तब हमारे पास x के संबंध में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है x0y0fx0Δxy0 fx0y0Δx और इसी तरह हमारे पास इस पॉइंट x0 y0 पर y के संबंध में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है जबकि लिमिट एग्जिस्ट करती है x0y0fx0y0Δy fx0y0Δy अब हम इसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए कंटिन्यू रखेंगे तो क्या होगा यदि हम उदाहरण के लिए x के संबंध में f का डेरिवेटिव्स दो बार लें लें तो इस केस में यह नोटेशन है उदाहरण के लिए हमारे पास x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स है और हम x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स को फिर से लेना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास x के संबंध में यह पार्शियल डेरिवेटिव है यह एक अन्य फ़ंक्शन है और हम इस फ़ंक्शन को x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं तो मूल रूप से यह ∂xजैसा है फिर हमारे पास कुछ अन्य फ़ंक्शन हैं जिन्हें मैं fx कह रहा हूं जो मूल रूप से पार्शियल डेरिवेटिव्स का नोटेशन है तो अब हम इस फंक्शन fx का पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं और अब वही परिभाषा जिसे हमने पहले ही सीख लिया है जो x0 है हम इस लिमिट के बारे में बात करेंगे इसलिए यहाँ हमारा फ़ंक्शन fx है और उदाहरण के लिए यदि हम x0y0 पॉइंट लेते हैं तो यहाँ x के संबंध में इसका अर्थ है कि हम यहाँ x में इंक्रीमेंट करेंगे और y0 वैसे ही रहेगा और फिर हमारे पास x0y0 पर fx है और यह xसे डिवाइड है यह अब x के संबंध में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की परिभाषा होगी यहाँ फिर से नोटेशन हैं इसलिए हम इसके बजाय x के संबंध में f के डेरिवेटिव्स fxx का दो बार उपयोग करते हैं और नोटेशन 2fx2 का भी उपयोग करते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिर से x के संबंध में f का पार्शियल डेरिवेटिव है इसी तरह जब हम x का पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं तो हमारे पास नोटेशन होता है और तब हम y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो इस केस में हम नोटेशन fyx या 2f∂y∂x का उपयोग करते हैं कुछ साहित्य में लोग इसे fxy के रूप में या ∂x∂y कई अन्य तरीके से उपयोग करते हैं इसलिए हम x के संबंध में इस नोटेशन के पार्शियल डेरिवेटिव्स का अनुसरण करेंगे और फिर हम y के संबंध में एक बार फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे हम इस क्रम को yx fyx और 2f∂y∂x के रूप में रखेंगे इसका अर्थ है x के संबंध में पहले तीन पार्शियल डेरिवेटिव और फिर y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव है y के संबंध में दो गुना पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए समान नोटेशन जिसे हम यहाँ fxy या 2fy2 के संबंध में डीनोट करेंगे तो यह सिर्फ नोटेशन है और ये डेरिवेटिव्स fxy या fyx के मिक्स्ड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं क्योंकि यहाँ हमने दोनों वेरिएबलस का उपयोग पहले y के संबंध में फिर x के संबंध में किया है अतः इन्हें मिक्स्ड डेरिवेटिव्स कहा जाता है तो आइए हम इस फ़ंक्शन के ओरिजन पर मिक्स्ड डेरिवेटिव 2f∂x∂y और 2f∂y∂x की सीधे गणना करें fxyxyx2y2xy≠00 0 इसलिए जैसा कि हमने 2f∂x∂y पर चर्चा की है इसका मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव x और y के संबंध में है संक्षेप में हम इसे fy के रूप में डीनोट कर सकते हैं 2f∂x∂y∂x∂f∂yfy∂x तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव x के संबंध में fy है इसलिए हम x के संबंध में इस fy का पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त करना चाहते हैं अतः ध्यान दें कि यह fy भी x और y का एक फंक्शन है इसलिए हम x के संबंध में इस पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बात कर सकते हैं परिभाषा के अनुसार पार्शियल डेरिवेटिव x के संबंध में है हम फ़ंक्शन fy की लिमिट x→0 लेंगे और हम ओरिजन पर डेरिवेटिव 00 के बारे में बात करेंगे जो आपके पास है fyx0 fy00x x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव्स की एक ही परिभाषा है इसलिए f के बजाय हमने यहां fy का उपयोग किया है क्योंकि हम फंक्शन fy को x के संबंध में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो अब इस केस में हमें यह जानना होगा कि fyΔx0 क्या है तभी हम यहाँ उस fyΔx0 का उपयोग कर सकते हैं और हमें यह भी पता होना चाहिए कि fy00 क्या है तभी हम यहां उस वैल्यू को यूज़ और मिक्स्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की गणना कर सकते हैं तो आइए गणना करें किfyΔx0 क्या है तो यहाँ fyΔx0 यह y के संबंध में एक पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए अब हमें Δy→0 और फंक्शन f की परिभाषा का उपयोग करना होगा अब हम पार्शियल डेरिवेटिव y के संबंध में फ़ंक्शन f का उपयोग कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट y आर्गुमेंट में होनी चाहिए तोx0 x वैसे ही रहेगा क्योंकि हम x को टच नहीं कर रहे हैं हम y के संबंध में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यह x ही रहेगा और यहाँ 0y जो मैं सिर्फy और माइनस f लिख रहा हूँ x0 की फंक्शन वैल्यू होगी इसलिए x0 को y से डिवाइड किया जाता है क्योंकि हम y के संबंध में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो अब अगर हम डेल्टा Δy→0 fx0 की गणना करते हैं तो हमें अब वहां सब्सीट्यूट करना होगा तब हमारे पास होगा fyx0fxy fx0y x यहx है अब हमें fy0 0 की गणना करनी है fy0 0 क्या है fy0 0के लिए फिर से हमें परिभाषा का उपयोग करना होगा हमारे पास y→0 और फ़ंक्शन f है हम फ़ंक्शन f का पार्शियल डेरिवेटिव y के संबंध में ले रहे हैं तो 0 वैसे ही रहेगा जैसा कि 0Δy है तो यहाँ हमने yको f0 0 से माइनस किया है और फिर y से डिवाइड किया है अत यह लिमिट y→0 है और यह एक आर्गुमेंट 0 है और हमारे पास प्रोडक्ट है जिससे यह 0 हो जाएगा और माइनस f0 00 हो जाएगा जो y दिया गया है यह 0 होगा तो y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 हो जाएगा तो यह यहां 0 है fy00f0y f00y 0 तो हमें ये दोनों मिले तो fy Δx 0Δx और fy0 00 तो अब हम सब्सीट्यूट कर सकते हैं fyx0 fy00x Δx 0Δx 1 तो हमारे पास यह लिमिट 1 के रूप में है इसलिए हमें यहां यह पाथ मिक्स्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स मिला है 2f∂x∂y1 इसी तरह अब हम पहले y के संबंध में और फिर x के संबंध में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की गणना करेंगे तो इस केस में अब हमारे पास ऑर्डर ∂y∂f∂xहै इसका अर्थ है फ़ंक्शन fx y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव है तो इस केस में हम फिर से परिभाषा का उपयोग करते हैं तो हमारे पास y→0 y और फ़ंक्शन fxहै fx∂yfx0Δy fx00Δy तो अब पिछली स्लाइड की तरह हमें इस fx0 Δy और fx0 0 की गणना fy के बजाय पहले करनी होगी तो यह डेरिवेटिव fx 0Δy यहाँ क्या है फिर से लिमिट Δx के लिए होनी चाहिए क्योंकि हम यहां x और f के इंक्रीमेंट के संबंध में डेरिवेटिव ले रहे हैं fx0ΔyfΔxΔy f0ΔyΔx Δy तो यहां Δx→0 फिर से होगा और यहां यह शब्द ΔxΔyΔx2 Δy2x2Δy2 0 होगा फिर हमारे पास Δx है तो इस केस में यह Δx कैंसिल कर दिया जाएगा और हम Δx→0ले रहे हैं तो यह टर्म 0 हो जाएगा और जब हम यहां Δy3Δy2 प्राप्त करेंगे जो Δy होगा अब यह Δy Δy और फिर fx00 डेरिवेटिव्स यहाँ है तो यह fx 00 है हमें इस परिभाषा का फिर से उपयोग करना होगा तो हमारे पास लिमिट x→0 और fx0 f00x है और चूंकि यहां एक आर्गुमेंट 0 है इस प्रोडक्ट के कारण यह 0 0xऔर लिमिट x→0 हो जाएगा तो हमारे पास फिर से 0 है हमें यह 0 मिला है अब हम यहाँ सब्सीट्यूट करेंगे तोy 0y और यह लिमिट y है और yकैंसिल हो जाएगा और हमें माइनस 1 मिलेगा ध्यान दें पिछली स्लाइड में हमें पहले 2f∂x∂y1 मिला था और अब हमें 2f∂y∂x 1मिला है तो हमने क्या देखा है कि ये दो पार्शियल डेरिवेटिव्स पहले y के संबंध में और फिर x के संबंध में या पहले x के संबंध में और फिर y के संबंध में मिला वे समान नहीं हो सकते हैं जैसे इस वर्तमान उदाहरण में यहाँ यह वैल्यू 1 है और दूसरा वैल्यू 1 है तो जब इस मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स की समानता होती है तो हमारे पास यह है यदि fx fyऔरfyxसभी बिंदु के नेबरहुड में एक्सिस्ट करते हैं तो न केवल इस पॉइंट पर बल्कि इस पॉइंट के नेबरहुड में भी ये तीनों एक्सिस्ट करते हैं और यह शीर्ष पर fyx भी उस पॉइंट 0 0 पर कंटिन्यूस है उस केस में हमारे पास परिणाम है कि fxy भी एक्सिस्ट होगा यह पॉइंट fyx के वैल्यू के बराबर होगा तो मूल रूप से कॉन्टिनुइटी fyxकी प्रमुख भूमिका निभाती है या हम इस परिणाम को x xy के लिए कर सकते हैं यहाँ एक और समानांतर परिणाम है मिक्स्ड डेरिवेटिव्स fyx और fxy को याद रखना आसान है इसलिए जब ये दो डेरिवेटिव्स fyx और fxy एक खुले डोमेन D में कंटिन्यूस होते हैं तब डोमेन के किसी भी पॉइंट पर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स बराबर होता हैं और यह मिक्स्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स में भी बराबर होते हैं तो पिछले उदाहरण में निश्चित रूप से ये पार्शियल डेरिवेटिव्स समान नहीं थे अन्यथा हमें वहां समानता मिल जाती कि fxy fyx के बराबर है क्योंकि यह एक पर्याप्त कंडीशन है इसलिए यदि ये कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं तो वे बराबर होंगे तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं यदि वे समान नहीं हैं तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं थे क्योंकि अगर डेरिवेटिव कंटिन्यूस होते तो उन्हें बराबर होना चाहिए इसलिए यदि ये डेरिवेटिव समान नहीं हैं तो मिक्स्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स समान नहीं हैं तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स मिक्स्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के कंटिन्यूस नहीं हैं तो आइए इस उदाहरण में देखते हैं तो हम इस समस्या के लिए पहले fxy00 और fyx00की गणना करेंगे fxyxy3xy2x≠ y2 0 इसलिए हम फ़ंक्शन f को x के संबंध में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की गणना करते हैं परिभाषा के अनुसार हमारे पास यह है 2f∂x∂yfy∂xfyΔx0 fy00Δx और पहले के उदाहरण के समान हमें अब इस fyΔx0 की गणना करने की आवश्यकता है जो कि फिर से यहाँ Δy→0 की लिमिट होगी और हम Δyके बारे में बात कर रहे हैं तो Δx नहीं बदलेगा और पहले हमारे पास 0Δy है फिर हमारे पास fΔx 0 है जो Δy से डिवाइड होगा तो यह लिमिट क्या है इसलिए यदि हम यहाँ Δy→0 की लिमिट लेते हैं तो यहाँ Δx और Δyघन बन जाएगा और फिर Δx और y2से डिवाइड हो जाएगा तो y फिर से 0 है तो यह 0 औरΔy हो जाएगा यह Δyयहां कैंसिल हो जाएगा और फिर Δy को हम 0 पर ले जा रहे हैं क्योंकि हम फिर से Δy→0 लिखते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है ΔxΔy3ΔxΔy2 तो जब Δy→0 होता है तो यह टर्म 0 हो जाता है तो आपके पास यह 0 लिमिट है तो इस केस में यह 0 है और आइए हम यहां fy0 0 की गणना करें तो fy0 0 की लिमिट Δy→0 है और फिर हमारे पास यह है fy0 0f0Δy f00Δy तो इस केस में फिर से यह 0 है और यह भी 0 है इसलिए 0 0Δy अतः 0 0 पर यह पार्शियल डेरिवेटिव 0 है तो इस केस में हमें दोनों 0 मिला है 0 0x तो इस केस में हमें यह पार्शियल या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के रूप में मिला है अब आप इस फ़ंक्शन के एक अन्य fyx की गणना करेंगे तो अब यहाँ फ़ंक्शन fx फिर से y के संबंध में y के पार्शियल डेरिवेटिव की परिभाषा है तो y में इंक्रीमेंट है इसलिए हमें इस पार्शियल डेरिवेटिव्स fx0y और fx0 0 की फिर से गणना करने की आवश्यकता है यदि आप fx0yपर इसकी गणना करते हैं तो इस केस में क्या होगा तो हम अब fx0y की गणना कर रहे हैं आइए हम लिमिट को x→0के रूप में लेते हैं यह x→0होगा और हमारे पास f है तो इंक्रीमेंट x y फ़ंक्शन को अब इंक्रीमेंट x से डिवाइड किया गया है तो यह x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव होगा इससे डेल्टा x की लिमिट 0 हो जाती है तो यह होगा ΔxΔy3ΔxΔy2 0x तो यह Δx कैंसिल हो जाएगा और अब हम Δx→0 को छोड़ देंगे तो यह टर्म 0 हो जाएगा और हमें y3y2 प्राप्त होगा तो इस केस में हम यहाँ Δy डेरिवेटिव प्राप्त कर रहे हैं तो इस केस में अब fx 00 है तो यहां यह इस प्रोडक्ट के कारण 0 हो जाएगा इसलिए फिर से गणना करने की आवश्यकता नहीं है और अब हमारे पास इस fx0y fx00y के लिए yy है तो इस केस में यह 1 के रूप में हो जाएगा तो यह fxy 00 इन दो डेरिवेटिव्स पर फिर से इस ओरिजिन में बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब है वे 00 पर भी कंटीन्यूअस नहीं हैं क्योंकि हमने देखा है कि अगर ये डेरिवेटिव्स कंटीन्यूअस हैं तो हमें वहां इक्वलिटी मिलेगी तो वहाँ वे निश्चित रूप से कंटीन्यूअस नहीं हैं जिन्हें हम चेक कर सकते हैं तो यह इन दोनों की कंटिन्यूटी की जाँच है तो कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए क्या करना है हमें इन मिक्स्ड डेरिवेटिव्स को प्राप्त करना है जब x≠ y2 और कहीं दो जगहों पर हो तो यहाँ x y≠00 के लिए हम गणना करते हैं या यों कहें कि हम कहेंगे कि x बराबर नहीं है तो यहाँ हम इसके बजाय x≠ y2 कहेंगे तो इन सभी पॉइंट्स पर कोई समस्या नहीं है हम y को कांस्टेंट रखकर इस डेरिवेटिव की गणना कर सकते हैं तो यहाँ से यदि आप x के संबंध में इस fxy को डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो क्या होगा तो यहाँ xy2 कांस्टेंट रूल होल स्क्वायर आ जाएगा और यह टर्म x के संबंध में इसका डेरिवेटिव होगा xy2y3 xy31xy22y5xy22 तो हमें x के संबंध में f का पार्शियल डेरिवेटिव y5xy22 मिल रहा है और अब यदि हम फिर से उन पॉइंट्स के लिए y के संबंध में इसके पार्शियल डेरिवेटिव की गणना करते हैं तो हमारे पास x≠ y2होने पर हमें कोई समस्या नहीं है तो अब हम x को डिफरेंशिएट करते हुए y के संबंध में इस फ़ंक्शन में फिर से अंतर करेंगे तो हम वही कर रहे हैं जो हमने वहां किया है अब फ़ंक्शन यह है हमें यहां यह प्राप्त होगा y65xy4xy23 जब हम x को कांस्टेंट रखते हुए y के संबंध में इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें यह टर्म मिलेगा तो हमारे पास यह पार्शियल डेरिवेटिव fyxxy है जब x≠ y2 है अब हमें अन्य पॉइंट्स पर भी गणना करनी है तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि हम पहले y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव की गणना करते हैं और फिर x के संबंध में तो हमें पहले की तरह ही क्वांटिटी प्राप्त होगी कारण स्पष्ट है क्योंकि जब x≠ y2 हमारे पास अच्छा फ़ंक्शन है जिसे हम साबित कर सकते हैं और जो निश्चित रूप से कंटिन्यूस है तो ये सभी डेरिवेटिव्स इन पॉइंट्स पर समान होने चाहिए जहां कोई समस्या नहीं है समस्या तब होगी जब x≠ y2 0 के रूप में डीफाइन किया जाएगा ऐसे समय में केयरफुल रहने की जरूरत है अन्य सभी पॉइंट्स पर निश्चित रूप से डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा और वैल्यू बराबर होगी इसलिए हमें फिर से गणना करने की आवश्यकता नहीं है कोई भी इसको वेरीफाई कर सकता है या कोई भी इसको चेक कर सकता है तो पहले y के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव की गणना करनी होगी और फिर x के संबंध में और फिर आप देखेंगे कि हमें बिल्कुल वही एक्सप्रेशन मिलेगा तो अब इसकी कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें अब इस fyx की लिमिट को लेना है अब यदि हम इस xmy2 का स्पेशल पाथ लें तो क्या होगा पहले ये बता दूं तो अब क्या होगा क्योंकि xmy2 है तो अगर हम यहाँ xmy2 लेते हैं तो क्या होगा तो हमारे पास होगा y65my2y4my2y23 और फिर हम ओरिजन तक पहुँचने के लिए x→0 के रूप में लिमिट ले सकते हैं क्योंकि यह पाथ हमें मूल ओरिजन ले जाएगा अब जब y→0 है तो यहाँ क्या हो रहा है क्योंकि हमने x को बदल दिया है तो y→ 0 है और अब यहाँ y6 y6 औरy23 है तो इस m के अलावा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 15m1m3 तो इस पाथ के साथ अब वह लिमिट है जो m पर निर्भर करती है यह पाथ पर निर्भर करता है इसका मतलब है कि यह लिमिट एक्सिस्ट करती है और अब हम केवल यह कह सकते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए यह लिमिट एक्सिस्ट होनी चाहिए और इसे 0 0 पॉइंट तक पहुंचना चाहिए तो इस केस में पार्शियल डेरिवेटिव या तो fxy या fyx है जो स्पष्ट था वे कंटीन्यूअस नहीं हैं क्योंकि वे वैल्यू समान नहीं थे जैसा कि हमने देखा है और हम परिणाम जानते हैं कि यदि ये दो डेरिवेटिव्स कंटीन्यूअस हैं तो वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए तो मान 0 0 पर बराबर नहीं था तो स्वाभाविक रूप से ये फ़ंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हैं जो यहां से फिर से स्पष्ट है कि हमने यह fyxलिया है और फिर इसके साथ हमने देखा है कि लिमिट पाथ पर निर्भर करती है और इसलिए लिमिट एक्सिस्ट नहीं है और फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो लिमिट पाथ पर निर्भर करती है और इसलिए ये दोनों 0 0 पर कंटीन्यूअस नहीं हैं तो अब अगला उदाहरण यह सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के एक्सिस्टेंस को दर्शाता है हालांकि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है fxyx3y3x yx≠y 0 हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए ऐसे रिजल्ट देखे हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव एक्सिस्ट है और फंक्शन कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव एक्सिस्ट नहीं है तो उदाहरण के लिए यह रिजल्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एक्सिस्ट है लेकिन फ़ंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो कैसे यदि आप इस पाथ y cos x में विशेष पाथ को लेते हैं और कंटीन्यूअस की लिमिट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा तो यहाँ x3और फिर y3x3x हो जाएगा और ध्यान दें कि यह हमें मूल x→0 y→0 तक ले जाएगा तो यह पाथ सही है यह हमें मूल तक ले जा रहा है और हम यहां इस विशेष पाथ yx cos x के साथ x y00 के रूप में लिमिट को चेक कर रहे हैं तो इस x cos x को सब्सीट्यूट करने पर हमारे पास x x cos x है और इस केस में अब यहाँ लिमिट क्या है तो यह x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास होगा x2x2x 1 cos x और फिर हम x→0 के रूप में लिमिट लेंगे तो इस केस में 00 फॉर्म्स में हमें एल हास्पिटल LHospital के रूल का उपयोग करना होगा तो अब यहाँ की लिमिट यह होगी 2x2xx x23x sin x लेकिन फिर से हम देखते हैं कि यह 00 के रूप में है तो हमें एल हास्पिटल LHospital के रूल को फिर से लागू करना होगा तो यहाँ हमारे पास होगा 22x 6xx 6xx 6x2cos x cos x इस केस में भी 2 हमारे पास बिना x के होगा जब हम इस डेरिवेटिव को यहाँ रूल x से प्रोडक्ट के करेंगे और बाकी में मैं देख रहा हूँ कि x दिखाई देगा तो x के टर्म्स के साथ हमारे पास cos x है तो इस केस में अब अगर हम लिमिट लेते हैं तो यह 1 है अत यह लिमिट 4 है और अब हमने देखा है कि x y के रूप में यह लिमिट 00 पर 4 है 0 नहीं है इसलिए यहां फंक्शन वैल्यू 0 है लेकिन इस विशेष पाथ के साथ हमने देखा है कि वैल्यू 4 है तो निश्चित रूप से यह फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है कोई दूसरा रास्ता भी अपना सकते है और दिखा सकते है कि लिमिट अलग है उदाहरण के लिए यदि हम y को 2 x के बराबर लेते हैं यदि हम इस पाथ को लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि लिमिट अलग है इसलिए यदि x 0 पर जाता है और हम इस x3 को इस पाथ पर ले जाते हैं तो y 2 x है 8 x3 और फिर यहाँ हमारे पास माइनस x और माइनस 2 x है माइनस x 0 हो जाएगा तो हमारे पास 2 अलग अलग पाथ हैं एक y बराबर x cos x के और दूसरा y बराबर 2x के अब यहां लिमिट 0 है जहां लिमिट 4 थी तो यह निष्कर्ष निकला है कि लिमिट एक्सिस्ट नहीं है और किसी भी केस में यहाँ फंक्शन का वैल्यू 4 है और हम इस पाथ पर पहले ही देख चुके हैं कि वैल्यू 4 है तो वहाँ हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो इस केस में फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है लेकिन हम क्या कर सकते हैं हम fxx को 0 0 पर इवेलुएट कर सकते हैं अत fx परिभाषा के अनुसार 0 0 है fxx0 fx00x सामान्य डेफिनिशन जिसे हमने कई बार इस्तेमाल किया है और फिर हमें यह देखना होगा कि यहाँ fxx0 क्या है इसलिए हमें यह देखना होगा कि fxx0 क्या है यह लिमिट x→0 होगी क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव और f है इसलिए उपयोग करने के लिए बेहतर है क्योंकि डेल्टा x पहले से ही है आइए हम इस fx की गणना सामान्य बिंदु x0 पर करें हम अब जहां fxx 0 के बजाय fxx0चुनेंगे बाद में हम इस बिंदु को x0 के रूप में सब्सीट्यूट करेंगे तो किसी भी सामान्य बिंदु x0 पर हम डेरिवेटिव की गणना कर रहे हैं इसलिए fxx0x→0fxx0 fx0x क्योंकि पहले आर्गुमेंट में इंक्रीमेंट की जानी है तो 0 और माइनस fx 0 क्षमा करें और फिर हमारे पासx है तो इस केस में यह x→0 बन जाएगा क्योंकि सेकंड आर्गुमेंट 0 है इसलिए हमारे पास कोई y शब्द नहीं है बस वहां x2 होगा इसका मतलब है x→0xx2 x2x तो यह बन जाएगा x→02xxx2x2x अतः इस केस में हमें यह परिणाम 2x के रूप में प्राप्त होगा तो यह 2x और fx0 0 है इसकी गणना करना बहुत आसान है क्योंकि यह 0 के रूप में आएगा तो इस केस में हमारे पास यह 2 गुना है अब बिंदु x 0 2x पर परिणाम fx है इसलिए fxx0 fx00x 2Δx 0Δx 2 तो हमने इस फंक्शन 2 को x के संबंध में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखा है अब हम y के संबंध में डेरिवेटिव की गणना भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया है fyy00fy0Δy fy00Δy तो अब हमें इस fy0yको पहले की तरह ही गणना करनी होगी तो हम 2y प्राप्त करेंगे क्योंकि इस चिन्ह के कारण यहाँ 1 माइनस दिखाई देगा अतः हमें इस केस में 2y प्राप्त होगा और 0 0 0 होगा जाएगा जो अब fyy है तो y के संबंध में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा fy0y fy00y 2Δy 0Δy 2 तो इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा है कि फ़ंक्शन कंटीन्यूअस नहीं था हमारे पास न केवल फर्स्ट ऑर्डर बल्कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी एक्सिस्टेंस है तो आज के व्याख्यान का निष्कर्ष क्या है आज हमने हायर ऑर्डर के पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में सीखा है और हमने यह भी देखा है कि पार्शियल डेरिवेटिव की कॉन्टिनुइटी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि ये दो मिक्स्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिवस समान हैं यदि वे बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब है कि ये पार्शियल मिक्स्ड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव उस केस में कंटीन्यूअस नहीं हैं तो ये रेफरेन्सेस इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए उपयोग किए गए हैं